रिटर्न निर्देश एक जंप इंस्ट्रक्शन के समान हैं लेकिन यह स्टैक से प्रोग्राम काउंटर की सामग्री को पॉप आउट कर देगा और फिर प्रोग्राम काउंटर को उस मूल्य के साथ लोड किया जाएगा इसलिए RET स्टैक टॉप को लोड कर रहा है यह स्टैक टॉप से सामग्री प्राप्त कर रहा है और इसे प्रोग्राम काउंटर में डाल रहा है ताकि प्रोग्राम काउंटर को वह बिंदु वापस मिल जाए जिस पर उसे वापस लौटना चाहिए और निष्पादन उसी तरह से जारी है इसलिए जब आप एक सबरूटीन लिख रहे हैं तो हम इसे इस तरह से कर रहे हैं तो मान लीजिए कि यह मुख्य प्रोग्राम है इसलिए कुछ समय बाद हम एक सबरूटीन कह रहे हैं जिसे सबलेबेल कहा जाता है तो यह सबरूटीन का आह्वान है तो यह सबरूटिन बॉडी है तो यह होना चाहिए कि एक बदलाव है इसलिए यह ब्रैकेट इस क्षेत्र में होना चाहिए इसलिए यह है कि सबरूटीन होगा इसलिए इस सबलेबेल के खत्म होने के बाद एक RET निर्देश है इसलिए RET निर्देश इसे वापस उस निर्देश पर ले जाएगा जहां कॉल के बाद निर्देश दिया गया है तो यह इस बिंदु पर ले जाएगा लेकिन इन सभी कार्यों को करने के लिए खासकर जब आप किसी प्रोग्राम में सबरूटीन्स का उपयोग कर रहे हों तो हमें सावधान रहना होगा कि स्टैक पॉइंटर को उचित मूल्य के लिए आरंभीकृत किया गया है अन्यथा यह रिटर्न पता तब होगा जब प्रोसेसर रिटर्न एड्रेस को बचाने की कोशिश करेगा यह अनजाने में कुछ रैम स्थानों को संशोधित कर सकता है जो प्रोग्राम के लिए उपयोगी हैं इसलिए डिफ़ॉल्ट रूप से यह स्टैक पॉइंटर 07 के लिए आरंभीकृत होता है रीसेट के बाद वही पता होता है जो बैंक 0 के रजिस्टर 7 के समान है अब प्रत्येक पुश ऑपरेशन के साथ प्रोग्राम काउंटर को बढ़ाया जाएगा इसलिए यदि आप इस मेमोरी को देखते हैं तो हमें याद है कि एक रजिस्टर बैंक 0 है जो कि 0 से 7 तक की सीमा में है और स्टैक पॉइंटर को 7 से शुरू किया गया है अब यदि आप कॉल कर रहे हैं तो पहले इस वापसी मूल्य को स्टैक पर सहेजा जाना है इसलिए इन दो स्थानों पर वापसी मूल्य को बचाया जाएगा जो कि स्थान संख्या 8 और स्थान संख्या 9 है इन दो स्थानों में प्रोग्राम काउंटर मूल्य बचाया जाएगा अब यदि आपका प्रोग्राम कुछ सार्थक उपयोग कर रहा है तो यह इन स्थानों के साथ कुछ सार्थक कर रहा है तो उन सामग्रियों को खो दिया जाएगा इसलिए यह बेहतर है कि हम इस प्रोग्राम को कुछ उचित मानों के लिए इस स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज़ करें इसलिए सबरूटीन्स का उपयोग करते समय प्रोग्राम काउंटर को स्टोर करने के लिए स्टैक का उपयोग किया जाएगा तो स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज़ करना ज़रूरी है इसलिए कई मामलों में हम इसे 2Fh को स्टैक पॉइंटर मान के रूप में उपयोग करेंगे क्योंकि उसके बाद आम तौर पर हमारे पास यह रजिस्टर बैंक नहीं है इसलिए यह सलाह दी जाती है कि हम इसे 2F के आसपास रखें यह सिर्फ एक सलाह है तो यदि आप पाते हैं कि आपका प्रोग्राम इस स्थान का उपयोग कर रहा है तो आपको एक उपयुक्त मेमोरी का पता लगाना होगा जिसे स्टैक के रूप में उपयोग किया जा सकता है और आपको स्टैक पॉइंटर को इस तरह से इनिशियलाइज़ करना होगा और स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज़ करना इस विशेष मामले में बहुत सरल MOV SP 2Fh है इसलिए अगले हम इस सबरूटीन का एक उदाहरण देखेंगे मान लें कि हम एक संख्या के वर्ग के लिए एक सबरूटीन लिख रहे हैं यह वास्तव में अक्सुमुलेटर में संग्रहीत संख्या को वर्ग करता है और उस उद्देश्य के लिए यह उस गुणन निर्देश और MUL AB का उपयोग करेगा तो यह B A से गुणा करेगा क्योंकि B रजिस्टर्ड सबरूटीन द्वारा उपयोग किया जा रहा है इसलिए यह सलाह दी जाती है कि हम पहले B रजिस्टर को बचाएं क्योंकि मुख्य प्रोग्राम जहां से आप इस वर्ग सबरूटीन को कॉल कर रहे हैं शायद इन अंतिम कोड का भी उपयोग कर रहे हैं तो हम पहले इस b रजिस्टर को सहेजते हैं फिर हम उस b रजिस्टर का उपयोग करते हैं और फिर हम इस mul ab निर्देश द्वारा गुणा करते हैं और अंत में गुणा परिणाम a रजिस्टर में उपलब्ध है तो यह माना जाता है कि चूँकि गुणन परिणाम 8bit में समाहित किया जा सकता है इसलिए संख्याएँ काफी छोटी होती हैं जिससे परिणाम 8bit में समाहित होता है इसलिए हम अब b रजिस्टर की सामग्री को अनदेखा कर सकते हैं तो हम पॉप b इंस्ट्रक्शन का उपयोग करते हैं ताकि b का यह पिछला मान बहाल हो जाए और फिर यह RET इंस्ट्रक्शन का उपयोग वापस करने के लिए करेगा तो यह स्टैक प्रोग्राम में 8 बाइट है तो यह पुश b है 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 4 बाइट कुछ इंस्ट्रक्शन को दो बाइट्स मिले हैं कुल मिलाकर यह एक 8 बाइट प्रोग्राम है और निष्पादन के लिए ग्यारह मशीन चक्र की आवश्यकता होती है इसलिए यह बाइट्स और मशीन चक्र कैसे आ रहे हैं इसके विवरण के लिए जैसा कि हमने 8085 में भी नोट किया है इसलिए आपको व्यक्तिगत निर्देशों के आकार और उनके द्वारा ली जाने वाली मशीन साइकिल की संख्या जानने के लिए उपयोगकर्ता पुस्तिका से परामर्श करना होगा अब इस वर्ग ऑपरेशन को गुणा करने का एक और तरीका यह है कि यह एक और प्रोग्राम स्क्वायर है तो यह a बढ़ाता है फिर movc aapc इसलिए यह तालिका प्रोग्राम के ठीक बाद स्थित है तो आप देखते हैं कि इस बिंदु पर प्रोग्राम काउंटर को एक मान मिला है जो कि रिट अनुदेश पर इंगित कर रहा है अब यदि हमारे पास मान 0 है फिर इंक्रीमेंट a का मान 1 होगा इसलिए यह मान 0 है इसलिए यदि मान 0 था तो वापसी मान भी 0 है यदि एक मान 1 था तो इंक्रीमेंट के बाद इसलिए यह 2 हो जाएगा इसलिए इस बिंदु पर प्रोग्राम काउंटर मान 1000 है फिर क्या होता है चूंकि यह ret 1 बाइट निर्देश है इसलिए इस तालिका को 1000 स्थान से संग्रहीत किया जाएगा इसलिए इस तालिका को स्मृति स्थान 1000 से संग्रहीत किया जाएगा इसलिए स्मृति स्थान 1000 को मान 0 मिलेगा फिर 1001 को 1 का मान मिलेगा फिर 1002 को 4 का मान मिलेगा इस तरह यह ठीक रहेगा अब मान लीजिए कि हम मान लेना चाहते हैं कि a का मान 2 के बराबर है इसलिए हम मान 4 प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए जब यह निर्देश प्राप्त किया गया है तो प्रोग्राम काउंटर मान 1000 के बराबर है क्योंकि यह पता है यह ret निर्देश तो यह ret निर्देश एक बाइट है तो यह 1000 हो रहा है यह पता 1000 है तो यह 1 बाइट अनुदेश है तो मेरी तालिका 1001 पर शुरू होगी तो यह 1001 है यह 1002 है यह 1003 ठीक है अब क्या होता है कि A के बराबर 2 तो इंक्रीमेंट A A को 3 के बराबर कर देगा तो यह A प्लस PC 10003 1003 है तो यह स्थान 1003 तक पहुंच जाएगा और 1003 आप देख पाएंगे कि हमें क्या मिल गया है मूल्य चार तो यह वर्ग मान 4 प्राप्त करता है दूसरी ओर मान लीजिए कि a 0 के बराबर है उस स्थिति में इंक्रीमेंट के बाद a 1 के बराबर हो जाएगा अब यह 1000 प्लस 1 हो जाएगा इसलिए यह इस स्थान 1001 पर पहुंच जाएगा जिसे यह 0 मिलेगा तो मान लें कि यह प्रोग्राम भी एक ही वर्ग की गणना कर रहा है लेकिन यह तेज़ है यह प्रोग्राम तेज़ है आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्यारह मशीन साइकिल की तुलना में पाँच मशीन साइकिल की आवश्यकता है क्योंकि गुणन निर्देश कई मशीन साइकिल को लेता है तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम का उपयोग गुणा करने के लिए तेजी से कर सकते हैं बेशक आप कह सकते हैं कि यह सीमित है क्योंकि हम सिर्फ 9 मान तक जा रहे हैं इसलिए 0 से 9 केवल उन वर्गों की गणना की जा सकती है जो इस प्रोग्राम से परे नहीं हैं तो यह एक और उदाहरण है तो यह क्या करता है कि यह पोर्ट 3 पर मान के वर्गमूल को पूरा करेगा और पोर्ट 1 पर मान को आउटपुट करेगा इसलिए यह वर्गमूल की गणना करेगा तो यह कैसे करेगा तो यह मुख्य प्रोग्राम है सबसे पहले हमें पोर्ट 3 से मान प्राप्त करना है इसलिए यह कहता है कि पोर्ट 3 पर उपलब्ध मूल्य अब चूंकि हम पोर्ट 3 की सामग्री को पढ़ना चाहते हैं इसलिए पोर्ट 3 को इनपुट पोर्ट के रूप में कॉन्फ़िगर करना होगा इसलिए हमें पोर्ट 3 पर सभी को आउटपुट करना होगा जो हमने पोर्ट चर्चा में देखा है तो यह इनपुट होने के लिए पोर्ट 3 बिट्स को इनिशियलाइज़ करता है और अगला निर्देश यह इस p3 रजिस्टर की सामग्री को A में पढ़ेगा अब हम एंडिंग द्वारा 0 x 0 f के साथ बिट्स को सात से चार क्लियर कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि यह 0 बिट्स को बंद कर देगा 4 से 7 केवल 0 1 2 3 वहां वे होंगे अब हम इस वर्गमूल प्रोग्राम को बुला रहे हैं तो यह A को लागू करेगा और फिर यह movc apc होगा तो इस तरह से यह 9 तक की संख्या के आधार पर मूल्य की गणना करता है इसलिए इसे संबंधित अंक मिला है जो आपको आना चाहिए ताकि यदि आप उस कम क्रम वाले बाइट को ले रहे हैं और फिर उसके बाद यह पोर्ट p1 पर A से उस नंबर को आउटपुट कर रहा है और फिर यह सजमप लूप है तो यह फिर से यहाँ आएगा अगले नंबर प्राप्त करें और यह प्रोग्राम के साथ जारी रहेगा इसलिए प्रोग्राम की शुद्धता आप सत्यापित कर सकते हैं लेकिन संचालन इस तरह हैं इसलिए यह आम तौर पर यह है कि आपको यह दिखाना है कि सबरूटीन कैसे लिखे जा सकते हैं तो यह वह तरीका है जिससे हम सबरूटीन को लिख सकते हैं तो हम सबरूटीन का उपयोग क्यों करें इसलिए वे हमें असेंबली भाषा प्रोग्राम बनाने की अनुमति देंगे इसलिए हम पूरे काम को सबरूटीन्स के एक सेट में विभाजित कर सकते हैं और यह प्रोग्राम को प्रबंधनीय बनाने के लिए उपयोगी है और यह कोड स्थान बचाता है क्योंकि प्रोग्राम को करने के लिए सबरूटीन को प्रोग्राम में कई बार कहा जा सकता है इसलिए हमें इतनी जगह की आवश्यकता नहीं है हर बार यदि आप समान कोड को दोहराना चाहते हैं तो प्रोग्राम की जगह आवश्यकता अधिक होगी इसलिए विलंबित दिनचर्या का एक उदाहरण है तो यह है कि यह कैसे किया जा रहा है तो यह MOV a0aah है इसलिए 0aah को A रजिस्टर पर ले जाया गया है फिर हम इस p0 पर A रजिस्टर मान का आउटपुट कर रहे हैं तो यह p0 मान प्राप्त कर रहा है तो वास्तव में इस प्रोग्राम में यदि आप A के पैटर्न को देखते हैं तो A 10 है इसलिए यह 10101010 है इसलिए आदर्श रूप से यह प्रोग्राम कुछ इस तरह है कि हमें यह पोर्ट p0 मिला है जिसमें से हमने लइडी को जोड़ा है तो हमने पाया है कि इस प्रकार की लइडी बिट संख्या शून्य से बिट संख्या सात के माध्यम से जुड़ी हुई है और फिर इस लइडी LED's वास्तव में वैकल्पिक रूप से निमिष कर रहे हैं तो यह है कि यह प्रोग्राम क्या कर रहा है इसलिए यह क्या करता है पहले यह मूल्य 000 को aah रजिस्टर में ले जा रहा है और पोर्ट 0 के मान को आउटपुट कर रहा है इसलिए वैकल्पिक लइडी LED's चालू हैं फिर हमें एक देरी करनी होगी इसलिए यह दिनचर्या लकाल विलंब है तो इस देरी को दिनचर्या कहेंगे तो यह इस A रजिस्टर को पूरक करेगा और फिर यह इस पर वापस जाएगा तो जब यह पूरक है इसके बाद लइडी LED's जो पहले बंद थे अब चालू होंगे और जो पहले चालू थे अब बंद हो जाएंगे तो यह इस तरह से किया जाएगा अब यह विलंब दिनचर्या कैसे काम कर रही है तो r0 रजिस्टर की वैल्यू ffh हो रही है जो 255 है फिर हम यहाँ r0 के नॉनज़रो पर जम्प लगा रहे हैं तो r0 को घटाया जाएगा और यह जंप जाएगा इसलिए यह इस बिंदु पर लूपिंग होगा जब तक कि r0 0 नहीं बन जाता है 255 साइकिल के लिए यह होगा और फिर यह वापस आ जाएगा तो यह इस प्रदर्शन में थोड़ी देरी करता है ताकि यह मानव आंखों को दिखाई दे और कुल देरी जो आपको उत्पन्न होती है आप इस mov r0 0ffh को देख सकते हैं संदर्भ समय 1341 एक चक्र फिर यह निर्देश djnz r0 यहाँ है इसलिए यह चक्र में ले जाता है और यह 255 बार दोहराया जाता है और इसलिए प्लस अंतिम वापसी जो दो साइकिल को मिलाकर कुल मिलाकर 513 चक्र लेती है दूसरी ओर यदि आप एक बड़ा विलंब चाहते हैं तो हमारे पास एक और विलंब दिनचर्या हो सकती है तो यहाँ हमें r6 0ffh मिला है फिर r7 0ffh फिर djnz r 7 यहाँ है एक बार यह खत्म हो गया है हम djnz r6 से back1 कर रहे हैं तो यह दो जोड़े रजिस्टर r6 और r7 द्वारा देरी कर रहा है और साइकिल की कुल संख्या आप एक समान फैशन में गणना कर सकते हैं इसलिए यह 130818 मशीन चक्र है इसलिए एक बार जब आप क्रिस्टल आवृत्ति को जान लेते हैं तो आप यह पता लगा सकते हैं कि इस रूटीन द्वारा उत्पन्न वास्तविक विलंब क्या है तो यह एक बहुत अधिक देरी हो गई है तो यह लंबी देरी का उदाहरण है तो हमें यह हरी लइडी मिल गई है फिर सजमप फिर हम बस इस प्रोग्राम के माध्यम से जा सकते हैं और देख सकते हैं कि इस लंबे विलंब का उपयोग कैसे किया जा रहा है फिर हम एक और उदाहरण लेते हैं जहां हम कोड मेमोरी से रैम तक एक स्ट्रिंग को स्थानांतरित कर सकते हैं तो यह dptr हैश स्ट्रिंग है तो dptr को एक संख्या मिलेगी जहां से यह स्ट्रिंग संग्रहीत है तो यह स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग को एक पता मिला है इसलिए जब आप हैश स्ट्रिंग कहते हैं तो संबंधित पता लोड हो जाता है और यहाँ आ जाएगा और डपटर को वह पता मिल जाएगा और r0 हम लोड कर रहे हैं कि कितने वर्ण हैं और r0 हम लोड कर रहे हैं कि कितने वर्ण हैं तो यह वास्तव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ण है तो 16 वर्ण हैं तो यह 01h है और इसे एक अशक्त चरित्र के साथ समाप्त किया जाता है तो आप कह रहे हैं कि 6 वर्ण हैं फिर हम A रजिस्टर को क्लियर करते हैं और MOVC A A DPTR लिखते हैं तो dptr इस चरित्र t की ओर इशारा कर रहा था तो स्मृति के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि यदि यह स्मृति है और यह 1000 है तो हमें ये अक्षर संग्रहीत हैं तो यह वर्ण t है यह वर्ण h है यह वर्ण i s है इसलिए यह इस तरह से जाता है और यह 0 के साथ समाप्त होता है इसलिए यह स्ट्रिंग है इसलिए जब आप इस निर्देश को निष्पादित करते हैं तो डपटर का मान 1000 हो जाता है इसलिए dptr 1000 के बराबर हो जाता है अब यदि आप इस निर्देश पर गौर करते हैं तो यह जो कह रहा है वह A प्लस dptr है तो A मान इस बिंदु A प्लस डपटर पर 0 है इसलिए यह इस स्थान पर पहुंच जाएगा ताकि चरित्र को A पर ले जाया जाएगा इसलिए A को वर्ण t मिलेगा और रुकने के लिए 0 पर कूदना होगा यह खत्म हो गया है अन्यथा यह r0 को लागू करता है इसलिए इसे r0 द्वारा इंगित किए गए स्थान पर कॉपी किए गए A रजिस्टर की सामग्री मिलती है तो r0 10 H है इसलिए यह माना जाता है कि यह r0 उस स्थान की ओर इशारा करेगा जहां आप वास्तव में 10 पते पर जाना चाहते हैं तो r0 इस ओर इशारा कर रहा है जिसका अर्थ है कि मैं इस स्ट्रिंग को इस स्थान से इस स्थान पर स्थानांतरित करना चाहता हूं कि इसे रैम में कॉपी कर दें तो यह mov r0 a है इसलिए यह t वर्ण A रजिस्टर में था इसलिए इस स्थान पर आएगा 10 तब dptr लागू करें तो dptr मान बढ़ेगा तो r 0 भी बढ़ेगा फिर सजमप लूप1 तो यह यहाँ वापस आएगा तो यह फिर से समप लूप एक को साफ करेगा तो यह होगा कि यह यहाँ वास्तव में स्पष्ट नहीं होना चाहिए यह यहाँ आना चाहिए तो अब इस dptr के साथ sjmp मान अब 1001 है इसलिए dptr के साथ इसलिए इसे फिर से A जोड़ दिया जाएगा इस तरह यह 1001 हो जाएगा तो यह अगले स्थान की ओर इशारा करेगा तो इस तरह से इसे A रजिस्टर में अगला चरित्र मिल जाएगा और यह वर्ण r0 होने के लिए इंगित किए गए अगले स्थान पर चला जाएगा इसलिए यहाँ हमने r0 को बढ़ाया है इसलिए r0 अब अगले स्थान की ओर इशारा कर रहा है तो यहाँ h वर्ण की प्रतिलिपि बनाई जाएगी तो t वर्ण की प्रतिलिपि बनाई गई थी h वर्ण को यहां कॉपी किया जाएगा तो इस तरह से यह आगे बढ़ता है तो अंत में इसलिए यह शून्य पर जंप जाएगा जब वह इस शून्य चरित्र तक पहुंच जाएगा तो यह इस स्टॉप पर जंप जाएगा और यहां इस बिंदु पर एक अनंत लूप में प्रोग्राम होगा तो यह लगातार सजमप बंद हो जाता है तो यह इस बिंदु पर एक अनंत लूप में है तो हम इस प्रकार के प्रोग्राम का उपयोग कोड मेमोरी से रैम में जाने के लिए स्ट्रिंग को कर सकते हैं अगला हम एक और प्रोग्राम देखेंगे तो यह इस पोर्ट जीरो को इनपुट मोड में सेट कर रहा है पोर्ट शून्य से मान को A रजिस्टर में पढ़ना और फिर यह मान को p1 रजिस्टर में डाल रहा है तो यह मूल रूप से p0 पोर्ट में आने वाले मान को p1 पोर्ट पर कॉपी कर रहा है तो p0 पोर्ट से मान को p1 पोर्ट में कॉपी किया जाता है इसलिए यदि आप इसे रजिस्टर के माध्यम से करते हैं तो आप सीधे p0 और p1 के बीच स्थानांतरण नहीं कर सकते अगला हम एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं जो 50 प्रतिशत के चक्र वर्ग तरंग का निर्माण करता है तो अगर मुझे इस तरह एक चौकोर लहर मिली है अब यह ऑन ऑफ अवधि है अगर मैं कहता हूं कि यह एक अवधि का प्रारंभ समय है तो यह किसी अवधि का संबंधित अंत समय है तो यह समय अवधि t है जो हमारे पास है अब इस समय अवधि में इसलिए उपयोगिता अनुपात का अर्थ है कुल समयावधि से विभाजित समय अवधि इसलिए अगर मैं कहता हूं कि 50 प्रतिशत उपयोगिता अनुपात का अर्थ है आधे समय के लिए संकेत उच्च और आधे समय का संकेत कम है आपके पास कुछ अन्य प्रकार की लहर हो सकती है जैसे इस बिंदु पर संकेत उच्च है और शायद यह इस समय नीचे आता है और नीचे आता है और फिर यह बहुत कम समय के लिए कहता है कि लहर इस तरह है तो यहां उपयोगिता अनुपात बहुत कम है क्योंकि जहां समय अवधि समान है वहां लहर बहुत कम मात्रा में है तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग उपयोगिता अनुपात हो सकते हैं इसलिए यदि आप 50 प्रतिशत उपयोगिता अनुपात की लहर उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं इसलिए हम पोर्ट एक बिट नंबर 2 पर उत्पन्न करना चाहते हैं इसलिए पोर्ट एक बिट नंबर 2 एकड़ देरी को पूरक करें तो acall देरी वहाँ कुछ देरी उत्पादन किया जाएगा तो वापस सजमप तो यह यहाँ वापस आ जाएगा या हम इसे इस तरह से कर सकते हैं स्पष्ट रूप से सेट और रीसेट करें तो हम सेट बिट 12 कर सकते हैं फिर देरी डाल सकते हैं फिर क्लियर बिट 12 फिर कॉल देरी और फिर सजमप वापस इसलिए यहां अंतर यह है कि पहले मामले में यह निर्भर करता है कि पोर्ट का जो भी यादृच्छिक मूल्य है वह उस मूल्य का पूरक होगा इसलिए हम शुरुआत में संकेत के चरण के बारे में बहुत निश्चित नहीं हैं लेकिन दूसरे मामले में संकेत का चरण शुरू में उच्च है और फिर यह कम हो जाता है इस तरह से कि दो मामलों के बीच अंतर अन्यथा वे समान हैं एक और उदाहरण मान लीजिए कि हम 66 प्रतिशत का उपयोगिता अनुपात बनाना चाहते हैं इसलिए अगर मैं घड़ी को दो समय इकाइयों के लिए उच्च रखता हूं तो यह एक समय इकाई के लिए कम होना चाहिए उस स्थिति में आप 66 प्रतिशत का उपयोगिता अनुपात प्राप्त कर सकते हैं यदि कुल समय अवधि 3 है और उसके बाद दो टाइम यूनिट के लिए है तो हम उच्च स्तर पर शेष हैं और एक समय इकाई के लिए हम कम जा रहे हैं तो संकेत इस तरह है दो समय इकाई के लिए यह उच्च है फिर एक समय इकाई के लिए यह कम है दो बार की इकाई यह उच्च है एक समय इकाई कम है फिर से यह दो समय इकाइयों के लिए उच्च जा रहा है तब यह निम्न होता जा रहा है ताकि हमारे पास यह हो सके तो यह मूल रूप से दो तिहाई बात है तो यदि यह कुल 3 है तो हम इसे बहुत कुछ कह सकते हैं तो अगर यह 3 है तो उसमें से कुछ समय इकाई के संदर्भ में यह 2 है इसलिए हमें 66 प्रतिशत का उपयोगिता अनुपात मिलता है तो हम ऐसा कैसे करें हम इस पोर्ट 1 बिट नंबर 2 को सेट करते हैं फिर विलंब दिनचर्या को कॉल करते हैं फिर दो देरी करते हैं यदि विलंब दिनचर्या के लिए एक कॉल है तो अगर मुझे लगता है कि यह एक समय इकाई की देरी का उत्पादन करता है तो मैं दो कॉल दे रहा हूं तो मैं दो देरी हो जाएगी तो उस बिट को स्पष्ट करें इसलिए यह कम हो जाएगा और फिर मैं एक इकाई की देरी कर रहा हूं तो यह एकर देरी तो यह उस सबरूटीन का उपयोग करके एक इकाई की देरी का उत्पादन करेगा तो आप इस बिंदु पर वापस आएंगे अब यह फिर से एक बिंदु पर सेट हो जाएगा जिसे आप जानते हैं कि पोर्ट 12 का सेट बिट है और तदनुसार यह पैटर्न उत्पन्न होगा इसलिए यह एक तरीका है जिससे हम देरी और वह सब उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एम्बेडेड अनुप्रयोगों के लिए आपको कुछ सटीक देरी की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए यदि आप एक ट्रैफिक लाइट कंट्रोलिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए इस 8051 माइक्रोकंट्रोलर को नियोजित कर रहे हैं तो निश्चित समय के लिए ट्रैफिक सिग्नल चालू होना है तो यह आनुपातिक नहीं है इसलिए कुछ निश्चित राशि तो शायद 1 मिनट या 2 मिनट या 30 सेकंड कुछ ऐसा हो लेकिन यह मान सटीक घड़ी के साथ मेल खाना चाहिए तो उन मामलों के लिए इस सॉफ्टवेयर रूटीन के माध्यम से इस सटीक देरी को संभव नहीं है कि हम अभी तक देख रहे हैं तो हमें उस उद्देश्य के लिए कुछ प्रकार के हार्डवेयर का उपयोग करना होगा जिन्हें टाइमर कहा जाता है इसलिए 8051 में बिल्ट इन टाइमर प्राप्त हुए हैं जिनका उपयोग या तो टाइमर के रूप में या काउंटर के रूप में किया जा सकता है और फिर हम उन हार्डवेयर का उपयोग करके रूटीन का उपयोग करके कुछ विशिष्ट देरी का उत्पादन कर सकते हैं तो 8051 को एक टाइमर काउंटर 0 और टाइमर काउंटर 1 दो टाइमर काउंटर मिल गए हैं और उन्हें समय की देरी पीढ़ी के लिए टाइमर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और उस स्थिति में घड़ी स्रोत 8051 की आंतरिक क्रिस्टल आवृत्ति है तो यह आंतरिक क्रिस्टल घड़ी आवृत्ति के संदर्भ में समय की गणना करेगा इसलिए एक बार जब हम जानते हैं कि क्रिस्टल आवृत्ति तो आप यह पता लगा सकते हैं कि टाइमर का कितना मूल्य होना चाहिए इसलिए हम कुछ सटीक देरी पैदा करने के लिए उन गणनाओं पर गौर करेंगे ताकि एक प्रकार की उपयोगिता हो अन्य संभावनाएं आप इसे एक इवेंट काउंटर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं जैसे कि आप कहते हैं कि अगर एक कन्वेयर बेल्ट है जिस पर आइटम गुजर रहे हैं और आप एक गिनती बनाना चाहते हैं जैसे कितने आइटम पारित किए जाते हैं तो इस उद्देश्य के लिए हर घटना ताकि एक बाहरी पल्स उत्पन्न हो सके और वह बाहरी पल्स शायद इस टाइमर काउंटर मॉड्यूल द्वारा गिना जाए तो उस स्थिति में हमें आंतरिक क्रिस्टल से आने के बजाय उस मॉड्यूल को एक काउंटर और उस पल्स के रूप में कॉन्फ़िगर करना होगा तो यह बाहर के बिट से आएगा तो यह सामान्य संरचना है जैसे हमें यह टाइमर शून्य मिला है तो टाइमर शून्य यह है तो आपको यह TL0 और TH0 मिला है तो यह TL0 और तो ये दो रजिस्टर हैं जो समय मान रखेंगे और हम रजिस्टरों के लिए प्रारंभिक मान TH0 और TL0 सेट कर सकते हैं फिर हम टाइमर शुरू कर सकते हैं जब 8051 मायने रखता है इसलिए यदि आप टाइमर शुरू करते हैं और फिर उस बिंदु से आगे बढ़ते हैं इसलिए एक बार जब आप इसे शुरू करते हैं तो इसकी गिनती शुरू हो जाएगी इनपुट आंतरिक सिस्टम क्लॉक से आएगा इसलिए सिस्टम क्लॉक हमें इनपुट देगा तो उस आधार पर इसलिए यह इसकी गिनती होगी और जब रजिस्टर सामग्री 0 हो जाएगी तो यह एक आउटपुट बिट सेट करेगा कि यह दर्शाता है कि कोई टाइमआउट हुआ है इसलिए इसके आधार पर हम फिर से कुछ अन्य कोड को चलाने के लिए कुछ निर्णय ले सकते हैं या उस उद्देश्य के लिए कुछ बाहरी सिग्नल का उत्पादन कर सकते हैं